हम आंतरिक प्रवाह को देख रहे हैं तो हमने देखा कि कोई संदर्भ वेग नहीं है और कोई संदर्भ तापमान नहीं है इसलिए हमने परिभाषित किया कि माध्य या कप मिक्सिंग तापमान 2 by r0 वर्ग समाकल 0 to r0 u rdr तक दिया जाता है और इसी तरह हमने कप मिक्सिंग तापमान को परिभाषित किया है जिसे कोई भी 2 by 2 by U m r0 square integral 0 to r0 u times T time rdr याद कर सकता है तो वह कप मिक्सिंग टेम्परेचर या क्रॉस सेक्शनल एवरेज टेम्परेचर है और वह कप मिक्सिंग या क्रॉस सेक्शनल एवरेज वेलोसिटी है अब हमने कहा कि एक तापमान प्रोफ़ाइल समान है इसलिए आज हम यह दिखाने जा रहे हैं कि समान का क्या अर्थ है और इसे कैसे देखा जाए कि पूरी तरह से विकसित शासन में प्रोफाइल या तापमान प्रोफ़ाइल समान है तो हमने कहा कि पूरी तरह से विकसित शासन तापमान प्रोफ़ाइल समान है ठीक है तो मान लीजिए यहाँ एक ट्यूब है इसलिए दोनों मामलों के लिए हम एक सामान्य प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कि ट्यूब की बाहरी सतह का तापमान Ts of x है जहां T सतह का तापमान है जैसे कि यह निरंतर प्रवाह है जब सतह का तापमान x स्थिति यह x दिशा है के साथ बदलता है और यदि यह स्थिर तापमान है जो स्थिति के साथ नहीं बदलता है तो अब अगर मैं तापमान वितरण खोजना चाहता हूं तो मैं ट्यूब के अंदर तापमान वितरण खोजना चाहता हूं तो सामान्य कार्यात्मक रूप क्या होगा तो मॉडल समीकरण याद रखें तो वह यहाँ क्या प्रक्रिया मान रहा है जो मेरी पूर्ण विकसित व्यवस्था है तो वे कौन सी प्रक्रियाएँ हैं जो यहाँ फ़ंक्शन कर रही हैं आपके पास प्रसार है और सही कनेक्शन है यह तापमान के संबंध में रैखिक है हमने मान लिया था कि कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है उत्पन्न ऊष्मा 0 है इसलिए यह तापमान के संबंध में रैखिक है तो r और x के फ़ंक्शन के रूप में तापमान का कार्यात्मक रूप क्या होगा यह r दिशा है हाँ कार्यात्मक रूप क्या होगा मैं समीकरणों को हल नहीं कर रहा हूं हल निकालने के लिए कार्यात्मक रूप क्या होगा कुछ r का फंक्शन और कुछ x का फंक्शन होगा ठीक है तो यह चर के पृथक्करण से है कि 2 कार्यों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए यह 2 कार्यों का एक उत्पाद होगा इनमें से एक फंक्शन रेडियल दिशा का फ़ंक्शन होगा दूसरा अक्षीय दिशा का फंक्शन होगा तो इसलिए Ts of x के साथ solution का सामान्य रूप यदि आप मानते हैं कि ऊष्मा बाहरी क्षेत्र से तरल पदार्थ या तरल पदार्थ से सतह तक आपूर्ति की जाती है तो सामान्य solution Ts प्लस या माइनस x के कुछ फ़ंक्शन और त्रिज्या के कुछ फ़ंक्शन होंगे तो यह तापमान वितरण का सामान्य रूप है ऊपरी सीमा Ts है सतह से द्रव को ऊष्मा की आपूर्ति की जा रही है और निचली सीमा Ts है यदि यह इसके विपरीत है तो यह x स्थिति का एक फ़ंक्शन है यदि यह एक स्थिर फ्लक्स केस है और Ts of x स्थिर तापमान मामले के लिए स्थिर है तो यह सामान्य कार्यात्मक रूप है ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हल नहीं कर रहे हैं हमने अभी देखा है कि तापमान प्रोफ़ाइल का सामान्य कार्यात्मक रूप क्या है तो यहाँ से निश्चित रूप से आप कर सकते हैं क्योंकि यदि कोई ऊष्मा उत्पादन नहीं है यदि आप समीकरण की संरचना को देखते हैं तो तापमान में रैखिक होता है तो आपको अलग करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए हम कार्यात्मक रूप को T of r comma x minus Ts equal to plus or minus f of x into g of r के रूप में फिर से लिख सकते हैं इसलिए अब मैं इसे फिर से इस प्रकार लिखना चाहता हूं के Ts minus T equal to minus plus f of x into g of r होगा तो मैंने केवल इतना किया है कि मैंने T को दूसरी तरफ और फंक्शन को बाईं ओर ले लिया है इसलिए एक बार ऐसा करने के बाद मैं यहां औसत प्रॉपर्टी का परिचय दे सकता हूं तो अब यदि हम जानते हैं कि Tm जो कि औसत तापमान है 2 by r0 square integral 0 to r0 uT rdr है तो उद्देश्य यह है कि मैं औसत तापमान खोजना चाहता हूं याद रखें मैंने आपको बताया था कि औसत तापमान और स्थानीय तापमान उनके बीच कुछ समानता है और इसलिए हम वास्तव में देख सकते हैं कि तापमान प्रोफाइल समान हैं हम इसे थोड़ा और कठोर तरीके से देखेंगे कि यह कैसे समान है तो मान लीजिए कि मैं इस expression से Tm ज्ञात करना चाहता हूँ इसलिए मैं 0 to r0 2 by r0 square Ts of x u into rdr minus integral 0 to r0 T into u into rdrमें integrate कर सकता हूं जो कि minus plus 2 by r0 square integral 0 to r f of r0 f of r f of x into g of r into u into rdr के बराबर है तो वह कार्यात्मक रूप है तो यहाँ कुछ तो Ts रेडियल स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है यह दीवार का तापमान है तो मैं इसे integral से बाहर निकाल सकता हूँ यह कुछ नहीं लेकिन स्वयं 2 by r0 square पहले से ही है तो यह Ts of x minus T m of x है याद रखें कि 2 by r0 square into integral 0 to r0 u rdr होता है तो यह दूर हो जाता है और दाहिनी ओर आपके पास minus plus 2 by r0 square f of x रेडियल स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो यह integral r0 g of r u into rdr होगा तो अब अगर मैं इन दो अभिव्यक्तियों को विभाजित करता हूं तो आप देखते हैं कि यहां एक अभिव्यक्ति है जो Ts माइनस T है जो सतह के तापमान और स्थानीय तापमान के बीच का अंतर है और यहां सतह के तापमान और कप मिश्रण तापमान के बीच का अंतर है तो अब यदि मैं इन 2 व्यंजकों को विभाजित कर दूं minus T divided by Ts of x minus Tm of x तो यह दोनों r और x का फ़ंक्शन है अब अगर मैं इन 2 अभिव्यक्तियों को विभाजित करता हूं तो आप जो देखते हैं वह बहुत दिलचस्प है आप देखते हैं कि f of x g of r 2 by r0 square into f of x into integral 0 to r0 r dr से विभाजित होता है तो मैंने केवल इतना किया है कि मैंने इन 2 अभिव्यक्तियों को विभाजित किया है और इसलिए दिलचस्प रूप से कार्यात्मक रूप वास्तव में x निर्भरता को रद्द कर देगा वास्तव में इस अनुपात में रद्द हो जाएगा और इसलिए यह अनुपात x स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो मैं फिर से समझाता हूं कि दाएं हाथ की ओर ध्यान से देखें f of x g of r divided by 2 by r0 square f of x निकलता है और इसका gr का इंटीग्रल u से गुणा किया जाता है तो यह फ़ंक्शन g का क्रॉस सेक्शनल औसत है तो x का f रद्द हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यह अनुपात Ts of x minus T of r x जहां स्थानीय तापमान अब रेडियल और अक्षीय स्थिति axial position दोनों का एक फ़ंक्शन है न कि केवल सतह का तापमान और यहां तक कि कप मिश्रण तापमान दोनों अक्षीय स्थिति का एक फ़ंक्शन हो सकता है लेकिन इसके बावजूद यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है भले ही यह अनुपात अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं होगा तो एक समान प्रोफ़ाइल से यही तात्पर्य है एकसमान प्रोफाइल को कहने का मतलब यह है कि जो प्रोफाइल आपको Ts minus T के लिए मिलेगा Ts minus Tm के लिए एक्स दिशा में बिल्कुल वही प्रोफाइल होगा तो सतह के तापमान और स्थानीय तापमान में अंतर और सतह के तापमान और मिक्सिंग कप तापमान में अंतर के लिए आपको जो प्रोफ़ाइल मिलेगी वह अंतर किसी भी स्थान पर पूरी तरह से विकसित शासन के लिए समान होगा इसलिए परिणामस्वरूप यह अनुपात अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमें संवेग सीमा परत में मिला था जहाँ हमने कहा था कि वेग प्रोफ़ाइल नहीं बदलता है तो यहां सही कथन यह है कि यदि मैं एक नए चर नए आयामहीन तापमान को परिभाषित करता हूं जो Ts minus T by Ts minus the cup mixing temperature है तो वह आयामहीन तापमान अब अक्षीय स्थिति से स्वतंत्र है तो यह आंतरिक प्रवाह के मामले में गति सीमा परत और थर्मल सीमा परत के बीच एक मूलभूत अंतर है तो यह तापमान प्रोफ़ाइल नहीं है जो अपने आयामहीन तापमान प्रोफ़ाइल को नहीं बदल रहा है यह अक्षीय स्थिति में नहीं बदलता है तो यह अवलोकन वास्तव में कुछ वाकई दिलचस्प और सहज परिणाम दे सकता है जो कि आप थोड़ी देर में देखेंगे तो इसका मतलब T star Ts minus T by Ts minus T m है मैं सिर्फ फंक्शनल को हटा रहा हूं लेकिन हमें हमेशा यह मान लेना चाहिए कि अगर यह स्थिर फ्लक्स की स्थिति है तो Ts स्थिति का फ़ंक्शन है और अगर यह है एक निरंतर तापमान की स्थिति है तो Ts स्थिर है तो यह अक्षीय स्थिति का एक फ़ंक्शन नहीं है जिसका अर्थ है कि dTstar बटा dx 0 है तो यह पहला अवलोकन है तो यह आयामहीन तापमान का ग्रेडिएंट 0 है न कि वास्तविक तापमान का ग्रेडिएंट और वास्तव में जिन परिभाषाओं का हमने सभी या इस पाठ्यक्रम में उपयोग किया है हमने गैर आयामी तापमान के लिए एक निश्चित रूप का उपयोग किया है और यह वास्तव में इस विचार से आता है तापमान के लिए इस प्रकार की आयामहीन मात्रा का उपयोग करने से वास्तव में समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और यह बहुत बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है तो मान लीजिए कि अब मैं d by dr of Tstar d by dr of Tstar लेता हूं क्या यह x स्थिति का एक फ़ंक्शन है नहीं इसलिए star x स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है यह भी x स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो अब dTstar by dr कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस dT by dr को Ts माइनस Tm से विभाजित किया गया है तो मैंने केवल इतना किया है कि मैंने आयामहीन मात्रा को differentiate किया है तो Ts रेडियल स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है और Ts और Tm दोनों रेडियल स्थिति का फ़ंक्शन नहीं हैं तो dT by dTstar by dr कुछ नहीं बल्कि minus dT by dr divided by Ts minus Tm है तो यह अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है यह रूप क्या है यह minus dT by dr by Ts minus ™ क्या अनुपात है यह वह रूप है जिसे हम सभी ने देखा है कि एक ऊष्मा परिवहन गुणांक का एक समान कार्यात्मक रूप होता है तो ऊष्मा परिवहन गुणांक की परिभाषा क्या है उष्मा परिवहन गुणांक माइनस kdT by dr पर r बराबर r0 है जिसे Ts माइनस Tm से विभाजित किया जाता है तो यह परिभाषा के अनुसार ऊष्मा परिवहन गुणांक है तो अब क्योंकि यह अनुपात अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है यह अनुपात भी अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो यह भी अक्षीय स्थिति का एक फ़ंक्शन नहीं है जब तक कि गुण स्थिर हैं यदि k स्थिर है तो आप एक सबस्क्रिप्ट f द्रव की चालकता डालते हैं इसलिए यदि kf स्थिर है तो ऊष्मा परिवहन गुणांक पूरी तरह से विकसित शासन की अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है तो हमें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है तो यह समस्या में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है तो ध्यान दें कि हमने समीकरणों को हल नहीं किया है हमने केवल समीकरणों की संरचना को देखा है कि आयामहीन मात्रा का प्रोफाइल क्या होगा और इससे हम एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि देख सकते हैं कि पूरी तरह से विकसित शासन में ऊष्मा परिवहन गुणांक अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं होगा तो जिसका अर्थ है कि h बटा k अक्षीय स्थिति का फ़ंक्शन नहीं है तो यह एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है kf यह वास्तव में विभिन्न तरल पदार्थों के लिए परिवहन गुणों की तुलना करने के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है विभिन्न तरल पदार्थों की चालकता अलग अलग होती है तो यह विभिन्न तरल पदार्थ के लिए ऊष्मा परिवहन के गुणों की तुलना करने के लिए एक बहुत अच्छा ढांचा प्रदान करता है जिसमें अलग चालकता होगी नतीजतन अगर मैं एक निश्चित kf के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक versus x की खींचता हूं तो मान लीजिए कि यह मेरा पूर्ण विकसित शासन है पूर्ण विकसित शासन उस स्थान पर शुरू होता है तो ऊष्मा परिवहन गुणांक अक्षीय स्थिति का उत्पाद फ़ंक्शन स्थिर है इस क्षेत्र के बारे में क्या यह उच्च या निम्न होगा आप क्या अनुमान लगाएंगे हम देखेंगे कि उस स्थान में ऊष्मा परिवहन गुणांक की प्रकृति क्या होगी थोड़ा और अधिक कठोर तरीके से देखेंगे लेकिन आप क्या अनुमान लगाएंगे कि यह उच्च या निम्न होगा तो मैं आपको एक संकेत दूंगा तो q ऊष्मा परिवहन का प्रवाह ऊष्मा परिवहन का स्थानीय प्रवाह को h into Ts minus ™ के रूप में परिभाषित किया जाता है तो सतह का तापमान minus संदर्भ तापमान i तो वह परिभाषा है अब आप अनुमान लगा सकते हैं तो आइए हम स्थिर प्रवाह की स्थिति लेते हैं तो प्रवेश क्षेत्र में तापमान ढाल छोटा होगा तो इसे ही प्रवेश क्षेत्र कहा जाता है तो तापमान ढाल प्रवेश क्षेत्र se छोटा होने जा रहा है और इसलिए स्थिर प्रवाह बनाए रखने के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक अधिक होना चाहिए तो यह ट्यूब में अक्षीय स्थिति के संबंध में ऊष्मा परिवहन गुणांक का प्रोफाइल है हम इसे और अधिक कठोर तरीके से देख सकते हैं तो मान लीजिए मैं इसका पता लगाना चाहता हूं तोअब वास्तव में यह पता लगाने के लिए है कि औसत तापमान क्या है एक अभ्यास होगा इसलिए अगर मुझे औसत तापमान पता है तो बहुत सी चीजें हैं जिनका मैं अनुमान लगा सकता हूं इसलिए इससे पहले कि हम यह पता करें कि यह औसत तापमान क्या है आइए देखें कि क्या आप औसत तापमान और वास्तविक स्थानीय तापमान के बीच संबंध का पता लगा सकते हैं क्या T और Tm के बीच कोई संबंध है क्योंकि हम कहते हैं कि ™ तापमान को मापने का एक तरीका प्रदान करता है जो एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि की ओर जाता है कि गैर आयामी तापमान प्रोफ़ाइल पूरी तरह से विकसित शासन में अक्षीय स्थिति के साथ नहीं बदलती है तो जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच संबंध होना चाहिए तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि वह रिश्ता क्या है तो Tstar Ts minus T by Ts minus Tm है तो याद रखें कि हम उस समीकरण को हल नहीं कर रहे हैं अभी आप समीकरण को हल करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं हल किए बिना प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि का अधिकतम अंश क्या है तो अब अगर मैं इसका व्युत्पन्न संबंधित x के साथ लेता हूं तो वह क्या है यह 0 होना चाहिए Tstar पूरी तरह से विकसित शासन में अक्षीय स्थिति का एक फ़ंक्शन नहीं है और इसलिए यह 0 के बराबर होना चाहिए तो वह होगा Ts स्थिति का एक फ़ंक्शन है T m स्थिति का एक फ़ंक्शन है और T स्थिति का एक फ़ंक्शन है और इसलिए अब हम इसे 1 by Ts minus Tm minus 1 into dT by dx लिख सकते हैं तो यह स्थानीय तापमान के संबंध में x व्युत्पन्न है साथ ही हम तापमान Ts के संबंध में एक व्युत्पन्न ले सकते हैं और पूरे वर्ग को dTm by dx plus Ts minus Tm minus Ts minus T divided by Ts minus Tm the whole square into dTs by dx सकते हैं और यह 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि आयामहीन तापमान अब x स्थिति से पूरी तरह से विकसित शासन से स्वतंत्र है और इसलिए यह व्युत्पन्न 0 है और इसलिए यह आपको एक अभिव्यक्ति देता है जो कप मिश्रण तापमान के ढाल और स्थानीय तापमान के ढाल के संबंध में सतह के तापमान surface temperature की ढाल से संबंधित है